ठीक है इसलिए आज हम ओपनएमपी में लॉक्स को देखेंगे और कुछ उन्नत कार्यों को संभालने के बारे में भी बात करेंगे इसलिए हम क्रिटिकल सेक्शनस के साथ शुरू करते हैं इसलिए हमने पहले ही क्रिटिकल सेक्शनसपर चर्चा की है ठीक है तो यह एक उदाहरण है जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था तो यह क्या कर रहा है अनिवार्य रूप से यह एक अरे पर एक लूप चला रहा है और इस लूप में यह एलिमेंट्स के सम के साथ साथ एलिमेंट्सके प्रोडक्ट की गणना करने की कोशिश कर रहा है सही तो सम और प्रोडक्ट 1 से आरंभिक हैं सही इसलिए हमने चर्चा की कि यदि हमारे पास कई थ्रेड्स हैं और मैं इन थ्रेड्स के बीच काम को विभाजित करना चाहता हूंफिर उसी साझा चर को अपडेट करने के बजाय मुझे क्या करना चाहिएमुझे एक आंशिक समऔर एक आंशिक प्रोडक्ट रखना चाहिए सही एक चर जो स्थानीय हैजो निजी है और मैंने एक बार एलिमेंट्सकी गणना के अपने हिस्से की गणना की हैजो भी ऑपरेशन करने की आवश्यकता हैअंत में मैं जाता हूं और साझा चर को अपडेट करता हूं ठीक है इसलिए मुझे आशा है कि सभी को यह याद होगा तो अब इस कोड में यह बहुत मायने नहीं रखतालेकिन यहाँ एक मुद्दा है सही अंत में प्रत्येक थ्रेड इस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने वाला है और इसके पास जो आंशिक सम है उसके साथ समको अपडेट करना है सही और फिर नीचे जाकर इस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना है और उस आंशिक प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट को अपडेट करना है जिसमें यह है सही अब मान लीजिए कि थ्रेड नंबर 0 पहले पूरा करता हैयह यहाँ आता हैयह सम को अपडेट करता है और फिर यह आगे बढ़ता है और यह प्रोडक्ट को अपडेट करना शुरू करता हैयह इस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करता हैऔर इस समय एक और थ्रेड हम कहते हैं थ्रेड 1 यहाँ आता है और सम को अपडेट करना चाहता है लेकिन यह क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा क्रिटिकल सेक्शन क्या कहता है क्रिटिकल सेक्शन कहता है कि किसी भी समय क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक थ्रेड जाने दिया जाता है लेकिन ये 2 ऑपरेशन पूरी तरह से असंबंधित हैं सही है इसलिए यदि एक और थ्रेड सम अपडेटकर रहा था तो यह मेरे लिए मायने नहीं रखेगासही क्योंकि मैं प्रोडक्ट अपडेट कर रहा हूं और दूसरा थ्रेडसमअपडेट कर रहा है इसलिए मैं चिंता नहीं करता यह किसी भी रेस कंडीशन की स्थिति नहीं है ठीक है मैं जो चाहता हूं वह यह है कि 2 थ्रेड्स एक साथ सम अपडेट नहीं कर रहे हैं या 2 थ्रेड्स एक साथ प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं लेकिन यह ठीक है यदि एक थ्रेड सम को अपडेट कर रहा है और एक थ्रेड प्रोडक्ट् को अपडेट कर रहा है मैं उसे क्रमबद्ध नहीं करना चाहता हूं आप जानते हैं अतः क्रिटिकल सेक्शन आपके लिए ऐसा नहीं करता है तो OpenMP में क्रिटिकल सेक्शन का विस्तार है और आप क्या कर सकते हैं आप क्रिटिकल सेक्शन को नाम दे सकते हैं तो आप कह सकते हैं ' pragma omp critical' और आप एक नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं सेक्शन 1 सही और यहाँ पर मैं कहता हूँ सेक्शन 2 तो फिर यह पता है कि ये दो अलग अलग क्रिटिकल सेक्शन हैं इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी दो थ्रेडस क्रिटिकल सेक्शन 1 में एक साथ प्रवेश न करें और कोई 2 थ्रेडसक्रिटिकल सेक्शन 2 में एक साथ प्रवेश न करें लेकिन एक ही समय पर आप क्रिटिकल सेक्शन 1 में एक थ्रेड और क्रिटिकल सेक्शन 2 में एक थ्रेड रख सकते हैं और यह स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि जब भी हम एक क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करते हैं और जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलते हैंहमने इसे अभी अभी प्रिंट किया है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ थ्रेडस ने यहाँ क्रिटिकल सेक्शन1 में प्रवेश किया है और फिर यह क्रिटिकल सेक्शन 1 से बाहर हो गया सही और फिर कुछ थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन 2 में प्रवेश किया और यहाँ पर कुछ अन्य थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन1 में प्रवेश किया तो इस समय दो थ्रेडस हैं एक क्रिटिकल सेक्शन 2 में और एक क्रिटिकल सेक्शन 1 में तो यह अब संभव है इसलिए अगर मेरे पास दो क्रिटिकल सेक्शन हैं तो मैं उन्हें नाम दे सकता हूं सही यदि मेरे पास दस क्रिटिकल सेक्शन हैं तो मैं उन्हें नाम दे सकता हूं क्या होगा यदि मेरे पास क्रिटिकल सेक्शन हैं जो एलिमेंट्स की संख्या या मेरे पास मौजूद डेटा के आकार पर निर्भर हैं सही तब मैं उन्हें स्थैतिक नाम नहीं दे सकतामैं नहीं कह सकता आप जानते हैं क्रिटिकल सेक्शन 1 क्रिटिकल सेक्शन 2 और इसी तरहमैं उन्हें स्थैतिक नाम नहीं दे सकतामुझे नहीं पता कि रन टाइम में कितने एलिमेंट्सहोंगे शायद मैं उपयोगकर्ता से कुछ इनपुट ले रहा हूं मैं उस मामले में क्या करूँ तो उस स्थिति में मुझे लॉक्स का सहारा लेना होगा लॉक्स के अन्य फायदे भी हैं लेकिन यह क्रिटिकल सेक्शन से एक अलग बात है सही तो लॉक्स क्या हैं ठीक है इसलिए हम हिस्टोग्राम अपडेशन के एक साधारण उदाहरण को देखने जा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है तो एक इनपुट है और इस इनपुटका आकार 226 हैऔर एक हिस्टोग्रामहै जिसमें 220 एलिमेंट्सहैं मेरा मतलब है बस इसे ऐसे समझें कि आपके पास एक बहुत बड़ा दस्तावेज़ है और आप शब्दों की घटना को गिनने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है इसलिए आप यह गिनने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने 'a's दिखाई देते हैं कितने 'the's दिखाई देते हैं कितनी बार 'study' शब्द दिखाई देते हैं और इसी तरह इसलिए इस हिस्टोग्राम को दस्तावेज़ के रूप में शब्दों और इनपुट आकार के रूप में सोचें तो एक बहुत बड़ा दस्तावेज है और आप हर शब्द की घटना को गिनना चाहते हैंसही यह दस्तावेज़ में कितनी बार दिखाई देता है तो इस मामले में हम इसे सरल बनाने जा रहे हैं एक वास्तविक दस्तावेज और शब्द होने के बजाय हम यह मानने वाले हैं कि ये सभी पूर्णांक हैं ठीक तो इनपुट में 226 पूर्णांक और हिस्टोग्राम जो मैं बनाना चाहता हूं वह आकार 220 का है सही है तो हर कोई समझता है कि हिस्टोग्राम क्या है ठीक है बस घटनाओं की संख्या की गिनती करना हम इसे कैसे करते हैं तो यह ऐसा करने के लिए एक सरल प्रोग्राम है अतः मैं 'inp' को प्रारंभ करके हिस्टोग्राम को सभी 0s पर आरंभ करता हूं तो मैंने उस कोड के टुकड़े को नहीं लिखा है और अंत में मैं इस सेक्शन को जहां मैं वास्तव में जाता हूं और अपडेट करता हूं और जो मैं अपडेट कर रहा हूं मैं कहता हूं ' pragma omp parallel' तो यह समानांतर क्षेत्र है और इसलिए मैं इसे फॉर लूप के लिए समानांतर कर रहा हूं और की एक निजी चर है डिफ़ॉल्ट रूप से बाकी सब कुछ साझा किया जाता है और अगर आपको याद है अगर मेरे पास ' pragma omp for' हैसही तो ओपनएमपी द्वारा फॉर लूप के वेरिएबल को स्वतः निजी बना दिया जाता है सही ओपनएमपी उस का ख्याल रखता है जाहिर है इसे साझा नहीं किया जा सकता है इसलिए की'key' निजी है आई निजी है और बाकी सब कुछ साझा है तो अब मैं क्या करूं मैं सिर्फ इस पूरे इनपुट के माध्यम से चलता हूं और मैं हर एलिमेंट को देखता हूंमैं की'key' निकालता हूं और मैं जाता हूं और अपडेट करता हूं उस विशेष हिस्टोग्राम प्रविष्टि को बढ़ाता हूं तो यह हिस्टोग्राम अपडेशन के लिए कोड है तो यहां क्या मुद्दा है क्या आपको कोई मुद्दा दिखाई देता है यदि दो अलग अलग थ्रेड इनपुट में एक ही पूर्णांक को पढ़ते हैं वे विभिन्न स्थानों पर हो सकते हैंलेकिन अगर वह मान समान है तो उनके पास की का समान मान होगा ठीक और तब वे एक ही हिस्टोग्राम प्रविष्टि को एक साथ अपडेट करने की कोशिश करेंगे और यह एक रेस कंडीशन की स्थिति पैदा करेगा इसलिए अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं इसलिए जब मैं इसे एक ही थ्रेड् से चलाता हूं तो यह आउटपुट मुझे मिलता है तो मैं भी प्रिंट कर रहा हूं दिन के अंत में मैं जाऊंगा और सभी प्रविष्टियां जोड़ूंगा योग 220 होना चाहिएइस स्थिति में योग सही है और इसमें लगने वाला समय एक थ्रेड् से 293 सेकंड है और जब मैं चार थ्रेड्स के साथ चलता हूं तो कुछ समय लगता है मुझे परवाह नहीं है कि समय क्या है क्योंकि मेरा सम गलत है और यह गलत क्यों है हमने पहले ही चर्चा की है कि ठीक है यह एक रेस कंडीशन है क्योंकि ये थ्रेड्स एक ही प्रविष्टि को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं भले ही केवल चार थ्रेड्स हैंसही लेकिन आप देख सकते हैं कि रेस कंडीशन की स्थिति कितनी बार हुई है ठीक काफी बार तो इसके लिए क्या फिक्स है यह एक फिक्स है जिसे हमने पहले ही देखा है सही अपडेट को क्रिटिकल सेक्शन में रखें क्या आप इस तरह के काम कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले आंशिक प्रोडक्ट आंशिक सम के साथ किया था क्या आप इस तरह के कुछ काम कर सकते हैं तो आप यह कर सकते हैंलेकिन आपको पूरे हिस्टोग्राम को दोहराना होगा तो कुछ अनुप्रयोगों में संभव हो सकते हैं कुछ अनुप्रयोगों में संभव नहीं हो सकते हैं लेकिन यह स्केलेबल नहीं हैसही क्योंकि जैसे जैसे आप थ्रेड्स की संख्या बढ़ाते हैं आप अधिक से अधिक मेमोरी ले रहे हैं तो यह निर्भर करता है कि आप अनुप्रयोग में कितने थ्रेड्स का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा करने के लिए आपको हिस्टोग्राम की एक अलग प्रति बनाए रखनी होगी प्रत्येक थ्रेडको हिस्टोग्राम की एक अलग प्रतिलिपि बनाए रखना होगा और अंत में आपको उन सभी को मर्ज करना होगा ठीक है तो इसके अपने ही ओवरहेड्स होने जा रहा है तो आपको सावधान रहना होगा आप जानते हैं कि आपको इससे लाभ होने वाला है या नहीं आपको बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना होगा ठीक है तो आइए हम समय के लिए उस समाधान को अनदेखा करें और हमें इस पर ध्यान देंसही तो यह एक समाधान है मैंने यहां एक 'critical' डाला क्या मैं उन क्रिटिकल सेक्शन के नामकरण का उपयोग कर सकता हूं जिन्हें हमने अभी देखा था ठीक है हाँ अगर मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ तो मैं इसका उपयोग कैसे करूँ नहीं आप चर का उपयोग नहीं कर सकते आपको एक नाम देना होगायह ऐसा कुछ है जो कंपाइलर पहचानता है सही कि यह क्रिटिकल सेक्शन 1 क्रिटिकल सेक्शन 2 है इसलिए की एक चर है यह रन टाइम पर निर्धारित किया जाता है इसलिएआप critical' नहीं कह सकते हैंयह केवल एक स्थैतिक नाम हो सकता है ठीक है इसलिए यहां पर क्रिटिकल सेक्शन के नाम का उपयोग करना आसान नहीं है तो आइए देखें कि 'critical' के साथ क्या होता है इसलिए जब मैं इस प्रोग्राम को क्रिटिकल'critical' के साथ चलाता हूं तो अनुक्रमिक कोड में 293 सेकंड लगते हैं और चार थ्रेड्स के साथ क्रिटिकल'critical' के साथ यह 216153 सेकंड लगता है सही क्रिटिकल में ओवरहेड्स हैंक्रिटिकल सेक्शनका उपयोग करना महंगा हैयहाँ हम सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक बहुत ही मामूली ऑपरेशन कर रहे हैं ठीक है हम सिर्फ एक जोड़ कर रहे हैं जो ठीक है यदि मेरे पास पर्याप्त कोड था और क्रिटिकल सेक्शन छोटा थायह ठीक होतालेकिन यहाँ मेरा पूरा कोड इतना छोटा हैठीक है मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं की को कुछ को सौंप रहा हूं जिसमें मुश्किल से समय लगता है और फिर मैं हिस्टोग्राम को अपडेट करने के लिए एक क्रिटिकल सेक्शनमें आ रहा हूं इसलिए प्रत्येक लूप में अधिकांश समय क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने वाला होता हैओपनएमपी द्वारा क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल एक थ्रेड इस भाग को निष्पादित कर रहा हैतो यह काम नहीं करता हैहमने क्रिटिकल समस्याओं को पहले भी देखा है सहीयह वह जगह है जहां हम उस आंशिक सम आंशिक प्रोडक्ट और उस सभी में स्थानांतरित हो गए थे इसलिए हम जानते हैं कि क्रिटिकल के साथ समस्या है तो मैं क्या करूं तो इसका समाधान है लॉक्स हम लॉक्स का उपयोग कैसे करते हैं लॉक्स चर हैं इसलिएवे चर का उपयोग करके कार्यान्वित किए जाते हैं तो आप यहां एक omp lock t की तरह संरचना की घोषणा कर सकते हैं हम यहां क्या कर रहे हैं हम 220 लॉक्स आवंटित कर रहे हैंहिस्टोग्राम एलिमेंट्स की संख्या जितना हिस्टोग्राम के आकार के जितना सही मैं लॉक्सका उपयोग कैसे करूं तो पहले मुझे लॉक्स को इनिशियलाइज़ करना होगामुझे हर लॉकको इनिशियलाइज़ करना होगा इस्तेमाल करने से पहले इसलिए यहां मैं लॉक को इनिशियलाइज़ कर रहा हूं तो इसके लिए हम मूल रूप से omp init lock फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं और आप लॉक का पता पास करते हैं तो मुझे फॉर लूप का उपयोग करना होगा और सभी लॉक्सको इनिशियलाइज़ करना होगा और मैं लॉक का उपयोग कैसे करता हूं जब मैं चाहता हूं लॉक मैं 'omp set lock' फ़ंक्शन को कॉल करता हूं और मैं इसे लॉक का पता देता हूंइसे इनिशियलाइज़ किया जाना चाहिए और मैं एक लॉक को कैसे रिलीज करूं मैं omp unset lock कहता हूं समान तर्क तो एक लॉक क्या सुनिश्चित करता है तो क्या होगा अगर एक थ्रेड को लॉक मिलता है और फिर दूसरा थ्रेड उस लॉक को पाने की कोशिश करता है यह तब तक इंतजार करने वाला है जब तक कि पहले द्वारा लॉक रिलीज नहीं किया जाता है तो यह एक ब्लॉकिंग कॉल हैएक ब्लॉकिंग कॉल क्या है इसका मतलब है कि यह तब तक नहीं लौटेगा जब तक इसे लॉक नहीं मिलता यह वही कार्य करता है जो हमने उस क्रिटिकल सेक्शन जिसमें एक नाम के साथ देखा थासही 'critical section' 'critical section'सही इसलिए सिवाय इसके कि हम एक विशेष लॉक से गुजर रहे हैं इसलिए हर हिस्टोग्राम प्रविष्टि के लिए मेरे पास एक अलग लॉकहै यह लॉक की द्वारा अनुक्रमित है तो अब मेरे पास हर हिस्टोग्राम प्रविष्टि के लिए एक लॉक है ठीक वह है जो मैं चाहता था जो मैं क्रिटिकल सेक्शन का उपयोग नहीं कर सकता था एक बार जब मैं लॉक का इस्तेमाल कर लिया तो मुझे लॉक को रिलीज़ करने के लिए 'omp destroy lock' कॉल करना होगा ताकि फिर से किसी विशेष लॉक के लिए इसे केवल एक समय में एक थ्रेड हासिल कर सकता है इसलिए यदि हम इस कोड को चलाते हैं तो यही मुझे दिखाई देता है इसलिए निश्चित रूप से मुझे क्रिटिकल critical के ओवरहेड्स से छुटकारा मिल गया हैइसलिए क्रिटिकल के साथ इसमें लगभग 21 सेकंड लग रहे थे लेकिन कम से कम मेरे पास 4 थ्रेडस के साथ 34 सेकंड तक नीचे किया है और अगर मैं थ्रेड्स की संख्या 64 तक बढ़ाता हूंमुझे कुछ लाभ दिखाई देने लगते हैं 4 थ्रेडस के साथ मैं अभी भी लाभ नहीं देख रहा हूं यह अभी भी एक थ्रेड चलाने से भी बदतर है तो ऐसा क्यों हो रहा है छात्र लॉक करो लॉक खोलो लॉक अनलॉक के अपने ओवरहेड्स हैंठीक यहाँ मुद्दा यह है कि विभिन्न थ्रेडस एक साथ अपने संबंधित लॉक्स प्राप्त करने में सक्षम हैंक्रिटिकल सेक्शन विभिन्न थ्रेड्स को कोड के उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा थाठीकयहाँ विभिन्न थ्रेड्स यदि वे विभिन्न एलिमेंट्स पर काम कर रहे हैं तो कम से कम वे कोड मे प्रवेश कर सकते हैं सही तो आपको इसका कुछ फायदा मिलता है यह एक क्रिटिकल सेक्शन के बजाय यहां लॉक्स का उपयोग करने का पूरा बिंदु था लेकिन गिरावट इसलिए है क्योंकि लॉक्स में ओवरहेड्स भी होते हैं हमें अंततः लाभ मिला है एक थ्रेड् के साथ जो मिला है उसकी तुलना में मुझे 64 थ्रेड्स के साथ बेहतर मिला है लेकिन यह संतोषजनक नहीं है मुझे 6 फ़ैक्टरगति मिल गए हैं लेकिन इसके लिए मुझे 64 थ्रेड का उपयोग करना होगा हम जो चाहेंगे वह है रैखिक गति सही यही आदर्श परिदृश्य है इन लॉक्स के साथ एक और मुद्दा यह है कि वे बहुत अधिक मेमोरी लेते हैं हमारे पास कितने लॉक्स हैं हमारे पास हिस्टोग्राम प्रविष्टियों की संख्या के बराबर कई लॉक्स हैं इसका एक और दुष्प्रभाव है मैं हिस्टोग्राम का उपयोग कर रहा हूं हिस्टोग्राम बहुत बड़ा है मैं इसे कैश में होने की उम्मीद नहीं करता हूं ठीक यह कैश में फिट नहीं हो सकता इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं ध्यान रख सकूं मैं यादृच्छिक पर प्रविष्टियों तक पहुँच रहा हूँठीक तो मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि वे कैश में होंगे लेकिन लॉक्स कुछ ऐसा है जिसे मैं शायद कैश में रख सकता हूं लेकिन इस मामले में मैं नहीं कर सकता क्योंकि लॉक्स की संख्या भी 220 है जो बहुत बड़ी है इसलिए क्योंकि लॉक्स की संख्या बहुत बड़ी है वे भी नियमित रूप से कैश से बाहर निकलने वाले हैं इसलिए मैं लॉक्स के साथ कैश द्वारा लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता वर्तमान में मैंने क्या किया है तो यह मेरा हिस्टोग्राम है ये हिस्टोग्राम की प्रविष्टियाँ हैं मैंने पहली एंट्री के साथ एक लॉक को जोड़ा दूसरी एंट्री के साथ एक लॉक तीसरी एंट्री के साथ एक लॉक वगैरह मेरे पास प्रत्येक प्रविष्टि के साथ एक लॉक है लेकिन एक विकल्प जो मैं कर सकता था वह है मैं सिर्फ प्रविष्टियों का एक ब्लॉक ले सकता था और उसी के साथ एक लॉक जुड़ा था ट्रेड ऑफ क्या है लॉक्स की संख्या बहुत कम हो जाती है ठीक है बाल्टी में मेरे पास मौजूद प्रविष्टियों की संख्या पर निर्भर करता है तो मैं इसे एक बाल्टी कह रहा हूं ठीक बाल्टी में प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर लॉक्स की संख्या कम हो जाती है इसलिए मेरे पास मेमोरी कम है और अगर यह काफी छोटा है तो यह कैश में भी फिट हो सकता है देखो कैश में हिस्टोग्राम फिट नहीं है लेकिन लॉक्स कैश में फिट हो सकते हैं तो क्या फायदा है फायदा यह है कि मेरी मेमोरी पदचिह्न नीचे चली गई है शायद मैं उस कैश का उपयोग कर सकता हूं और नुकसान क्या है इसलिए यदि दो थ्रेड्स हिस्टोग्राम प्रविष्टियों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक ही बाल्टी में हैं तो वे फिर से उसी लॉक के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं और यह कोड को धीमा करने के लिए जा रहा है सही पैरेललिज्म को कम कर रहा है इसलिए हम इस कोड को 4 थ्रेड्स और 64 थ्रेड्स के साथ चलाते हैं और इस तरह का पैटर्न हम देखते हैं ठीक है तो आइए हम यहाँ पर कुछ बातों को ऑब्जर्व करें इसलिए जब बाल्टियों की संख्या बहुत कम है ठीक सिर्फ 2 बाल्टियां हैं तो 4 थ्रेड्स के साथ 187 सेकंड लगते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि बहुत विवाद है वहाँ केवल 2 बाल्टी अधिकांश समय ये थ्रेड्स एक ही लॉक चाहते हैं और जैसा कि मैं बाल्टी की संख्या बढ़ाता हूं यह नीचे आ रहा है और यह अपेक्षित है जैसा कि मैं बाल्टी की संख्या बढ़ाता हूं कम और कम विवाद होगा ठीक है समान व्यवहार 64 थ्रेड्स के साथ ऑब्जर्व किया जाता हैयह एक बड़ी संख्या से शुरू होता है और फिर नीचे आता है ठीक यह भी उम्मीद के मुताबिक है लेकिन आइए हम एक नज़र डालते हैं जब बाल्टी की संख्या 16 हैठीक फिर 4 थ्रेड्स द्वारा लिया गया समय क्या है लगभग 8 सेकंड और 64 थ्रेड्स द्वारा लिया गया समय क्या है 102 सेकंड क्यों क्योंकि अधिक थ्रेड्स हैं जो एक ही बाल्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं सही 64 थ्रेड्स सिर्फ 16 लॉक्सके साथ उनके बीच आपस में विवाद हैं जबकि जब आपके पास 4 थ्रेड्स और 16 लॉक्स होते हैं तो यह विवाद कम होता है जब आप 256 बाल्टी के लिए देखते हैं तो यह अंतर करीब होता जा रहा है और जब आप 1024 बाल्टियों को देखते हैं तो 64 थ्रेड्स पहले से ही बेहतर करना शुरू कर चुके हैं अब क्योंकि बाल्टी की संख्या इतनी बड़ी है कि 64 थ्रेड्स भी समानांतर काम करने में सक्षम हैं तो 64 थ्रेड्स के साथ हमें मिलने वाली पैरेललिज्म की मात्रा पर्याप्त है और अंत में जब आप यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो आप जानते हैं 64 थ्रेड्स 4 थ्रेड्स की तुलना में काफी बेहतर कर रहे हैं तो यह आपको केवल एक विचार देना है कि बढ़ती थ्रेड्स संख्या के साथ विवाद कैसे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि 64 थ्रेड्स के साथ बड़ी संख्या में बाल्टी के साथ हमारे पास अच्छा प्रदर्शन है 05 सेकंड लेकिन फिर से जैसा कि मैंने ठीक कहा यह रैखिक गति नहीं है 64 थ्रेड्स के साथ यदि अनुक्रमिक कोड 3 सेकंड जैसे ले रहा है तो मैं 64 थ्रेड्स के साथ बहुत बेहतर सही की उम्मीद कर रहा था निश्चित रूप से उप सेकंड और शायद 02 सेकंड या कुछ और सही की तरह तो ओपनएमपी में वास्तव में एटॉमिक'atomic' नामक कुछ हैइसे एक मिनी क्रिटिकल सेक्शन भी कहा जाता हैऔर यह कोड के निम्नलिखित टुकड़े के लिए एक क्रिटिकल सेक्शन की तरह नहीं हैइसके बजाय यह मेमोरी लोकेशन पर एक क्रिटिकल सेक्शन है और संचालन का एक निश्चित सेट है जो आप कर सकते हैं यह मेमोरी अपडेट ऑपरेशंस की तरह है ठीक इंक्रीमेंट एडिशन और इसी तरह कुछ सीमित ऑपरेशन जो आप कर सकते हैं तो यह कहता है कि अगले निर्देश में निम्नलिखित मेमोरी अपडेट इस मेमोरी लोकेशन के लिए एटॉमिक रूप से किया जाएगा इसका क्या मतलब है अगर कोई थ्रेड थ्रेड 1 और एक थ्रेड थ्रेड 2 ठीक और थ्रेड 1 इस निर्देश पर आता है तो HIST 1 को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है और थ्रेड 2 यहां आता है और HIST 2 को अपडेट करने की कोशिश करता है ये 2 अलग अलग मेमोरी लोकेशन हैं इसलिए कोड समान होने के बावजूद तो यह वह जगह है जहां यह क्रिटिकल सेक्शन से अलग है यह कोड पर एक क्रिटिकल सेक्शन नहीं है यह मेमोरी लोकेशन पर है तो यह कहता है कि यह इन दोनों को समानांतर में होने देगा लेकिन अगर हम कहें थ्रेड 2 कहीं और था शायद इस कोड के टुकड़े में नहीं लेकिन कहीं औरहो सकता है कि मैंने कहीं एक फंक्शन बुलाया और उस फंक्शन के अंदर एक थ्रेड थ्रेड 2 HIST 1 करने की कोशिश कर रहा थासही और यह ' pragma omp atomic' के अंदर थाइसलिए यदि थ्रेड 2 इस कोड को निष्पादित कर रहा है और थ्रेड 1 इस कोड को निष्पादित कर रहा है और दोनों ही HIST 1 को अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह उन्हें एक साथ नहीं होने देगायह सुनिश्चित कर रहा है कि विशेष मेमोरी लोकेशन एक ही समय में 2 थ्रेड्स द्वारा अपडेट नहीं किया गया है जो कि यह करता है तो आप ओपनएमपी मैनुअल को पढ़ सकते हैं कि ' pragma omp atomic' के तहत क्या समर्थित है छात्रफ़ंक्शन के दौरान यह कुछ अन्य चर होंगे जो इसे संबोधित करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता मेमोरी लोकेशन क्या मायने रखता है पता यह सिर्फ यह पता लगाता है कि जो पता अपडेट किया जा रहा है वह समान है या नहीं यही मायने रखता है यह रनटाइम सपोर्ट है छात्र यदि हमारे पास मेन में एक चर और दूसरा एक फ़ंक्शन मे है छात्र इसलिए एक ही नाम के साथ और दोनों के अलग अलग पते हैं जैसे एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल a है और मेन में भी एक वेरिएबल a है इस 'a' का पता उस 'a' से अलग होगा छात्रतो उस स्थिति में यदि हम एटॉमिक ऑपरेशंस कर रहे हैं और दोनों 'a' के पास अलग अलग पते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ इसलिए दोनों समानांतर हो सकते हैं यह चर का पता अपडेट किए जा रहे है वैरिएबल क्या है HIST 1 यह HIST 1 है हिस्टोग्राम की पहली प्रविष्टि है HIST 1 का पता वही है इसलिए दिन के अंत में देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या ऑपरेशन कर रहा हैक्या मायने रखता है कि उस समय यह लोड जारी किया जाता है यह निर्देशों का एक सेट होने जा रहा है लोड स्टोर या किसी प्रकार का एटॉमिक इंस्ट्रक्शन निष्पादित किया जा रहा है वहाँ एक पता है कि यह करने के लिए पास होने जा रहा है ठीक है 0x कुछ जो कुछ रजिस्टर में संग्रहीत है ठीकवह सब मायने रखता है की वह पता क्या है यदि उस पते के साथ एक और ' pragma omp atomic' पहले से ही हो रहा है तो यह तब तक नहीं होने देगा जब तक कि यह पूरा न हो जाए तो इसे इंप्लीमेंटकरने के लिए हार्डवेयर में सपोर्ट की आवश्यकता है यह रनटाइम है यह स्टैटिक नहीं है हाँ बिल्कुल इसलिए हम इस कोड को चलाते हैं और आपको कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं 4 थ्रेड्स के साथ मैं लगभग एक फैक्टर् 4 स्पीड अप को देख रहा हूं सही फैक्टर् 4 से थोड़ा कमऔर 64 थ्रेड्स के साथ यह रैखिक नहीं है लेकिन इसके करीब है ठीक है काफी अच्छा है क्रिटिकल सेक्शन और लॉकस में काफी ओवरहेड्स होते हैंउस तरीके से एटॉमिकबहुत बहुत हल्का होता है लेकिन एटॉमिक का दोष स्पष्ट रूप से यह है कि यह केवल निम्नलिखित मेमोरी अपडेट निर्देश पर लागू होता है यह सब उस पर लागू होता है लेकिन ज्यादातर समय जो हमारे लिए काम करता है आमतौर पर हम कुछ बहुत ही सरल ऑपरेशन कर रहे हैंठीक तो यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए छात्रक्या एटॉमिक मल्टीलाइन हो सकता है एटॉमिक केवल एक मेमोरी लोकेशन के लिए है और उस मेमोरी लोकेशन को अगले निर्देश में अपडेट द्वारा पहचाना जाता है अगले निर्देश में अपडेट का पता तो यह केवल एक निर्देश है इसलिए एक सीमित ऑपरेशन का सेट है जो आप एटॉमिक के साथ कर सकते हैं इसलिए आप ओपनएमपी प्रोग्रामर गाइडprogrammer's guide में पा सकते हैं